नमस्कार दोस्तों आज हम बोलने के कौशलों के बारे में बात करने जा रहे हैं व्हेन टू स्पीक एंड हाउ यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और यदि आप इसके बारे में 30 मिनट में बोलना संभव नहीं है इसलिए हम इसे एक संवादात्मक सत्र बनाएंगे जैसा कि आप इस व्याख्यान के साथ आगे बड़े कृपया चर्चा मंच का ध्यान रखें और साथ ही स्लाइड जो हमने प्रदान की है जिसमें कई लिंक होंगे सर्वेक्षण होंगे गतिविधियाँ होंगी और साथ ही कुछ संदर्भ सामग्री भी होगी और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो शायद हम इस विशेष विषय के साथ न्याय कर पाएंगे अब जैसा कि पहले बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं पहली बात यह पता लगाना है कि हम बोलने के कौशल में कितने अच्छे हैं इसलिए यह प्रश्नोत्तरी है और मैं आपको लिंक प्रदान कर रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वहां जाएं और इसे अपने ऊपर परखें एक बार अभी और एक बार पाठ्यक्रम के अंत ताकि यह पता लगे की आप कहां खड़े हैं मैं इस अवधारणा का परिचय दूंगा कि वास्तव में हमारे बोलने का क्या मतलब हैहम स्पीकिंग का मतलब जानेंगे हम बोलने से सुनने की गति को समझेंगे हम स्ट्रेटेजिक स्पीकिंग को जानेंगे समूहों में बोलना को समझेंगे हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे और फिर मैं जिस संदर्भ सामग्री का उपयोग कर रहा हूं उसे कुछ प्रासंगिक लेख भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपको दिलचस्प लगने के साथ साथ मेरे व्याख्यान नोट्स या व्याख्यान स्लाइड और अन्य प्रासंगिक संदर्भ भी मिलेंगे यहाँ आपकी क्विज़ है क्या आप एक अच्छे वक्ता हैं आप इस लिंक पर जाकर केवल 8 प्रश्नों के उत्तर दे और फिर हम यह पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा था कि ये केवल संकेतक हैं वे अंत में आपको निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बताते हैं लेकिन वे कम से कम आपको एक संकेत देते हैं कि आप कहां खड़े हैं उन विभिन्न कौशलों के संदर्भ में जिनसे हम इन पर चर्चा कर रहे अब सुनने की प्रासंगिकता पहली बात है जो हम करने जा रहे हैं सुनने की प्रासंगिकता एक ऐसी चीज है जिसे हमने पिछले भाग में उजागर किया है जब हमने पूरी तरह से सुनने के बारे में बात की थी लेकिन वहाँ भी मैंने इस तथ्य के बारे में कुछ अंक बनाए कि सुनने और बोलने को वास्तव में अलग नहीं किया जा सकता है इसलिए हम क्या करते हैं हम इस बात का ध्यान रखते हैं इससे पहले कि हम किसी से संपर्क करना शुरू करें आँख से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है खासकर तब जब हम शारीरिक स्तर पर या यहां तक कि स्काइप के ऊपर संचार के बारे में बात कर रहे हैं गैर मौखिक इशारे और अभिव्यक्तियाँ बहुत ज़रूरी है जो बहुत दिखाई देनी चाहिए हैं और आपको पता होना चाहिए कि वे वास्तव में क्या सन्देश दे रही हैं अब यह एक ऐसी चीज है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज के व्याख्यान में बात करेंगे तीसरा यह है कि विचलित होने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए मुझे कई ऐसे मौके याद हैं जहाँ मैं किसी से बात कर रहा था और वह व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा था या कुछ पढ़ रहा था ठीक है यह व्यक्ति अपकी बात सुना रहा है पर जब तक मुझे आँखों का संपर्क नहीं मिला आप उपेक्षित महसूस करते हैं या आपको लगता है कि शायद दूसरा व्यक्ति आपकी बात ठीक से नहीं सुन रहा है इसलिए दूसरे व्यक्ति से संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को सुन रहे हैं तो मैं शायद उसके बाद जवाब देने जा रहा हूं और शायद आप उसी क्षण अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अथवा आंखों के संपर्क के माध्यम से जवाब दे रहे हैं अब यहाँ मैं आपके साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें साझा करना चाहता हूँहम मल्टी टास्किंग की दुनिया में रहते हैं जहाँ हम अक्सर दो काम करना पसंद करते हैं तीन चीजें एक साथ भी करते हैं कार चलाना और मोबाइल फोन पर बात करना किसी से बात करना और कंप्यूटर की चीजों को उसी तरह देखना या मोबाइल पर देखना और किसी के साथ बात करना ये ऐसी चीजें हैं जो नियमित रूप से की जाती हैं लेकिन शोध से पता चलता है कि हम वास्तव में बहुत ख़राब मल्टीटास्कर हैं अब ऐसा करने से हमारी क्षमता कम होती है यह बहुत से शोध बताते हैं हम दो कार्यों के बीच स्विच करते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो दक्षता का स्तर काफी नीचे चला जाता है प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जाँचने का तरीका है कि आपको जानकारी सही मिली है या नहीं प्रश्न पूछना भी अपनी रुचि को दिखाने का एक तरीका है और जब आपने इन सभी चीजों को कर लिया है तो आप एक श्रोता की भूमिका से एक वक्ता की भूमिका में बड़े आराम से आ सकते हैं तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप दूसरे व्यक्ति पर भी आपकी बात सुनने का दबाव बना रहे हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति के लिए वही काम करते हैं इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार जब यह बात खत्म हो जाती है तो हम सुनने से लेकर बोलने तक की ओर बढ़ जाते हैं आप देखते हैं कि हमने पहले ही संक्रमण के बारे में बात की है यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप सुनने से बोलने पर स्विच कर रहे हैं आपको वार्तालाप नियंत्रण के लिए सुनना होगा मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत बार हम बात करने के लिए अधीर होते हैं हम बोलने के लिए अधीर होते हैं और यहां तक कि जब किसी ने मुश्किल से बात करना बंद कर दिया है तो हम बोलना शुरू करते हैं हमारे पास हमेशा कम समय होता है हम हमेशा जल्दी में होते हैं हमारे पास पूरी जानकारी सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है खैर यह हमारी स्थिति के बारे में सच है यह हमारी परिस्थितियों के लिए सच है हालाकी इसके विपरीत पूरी बात सुनना अच्छी बात है यह एक महत्वपूर्ण मात्रा में भ्रम को कम करता है जो एक संज्ञानात्मक भार को कम करता है यह समझ में वृद्धि करता है और मुझे एक व्यक्तिगत एहसास हुआ है कि जब मैं ऐसा करता हूं तो वह विशेष दिन अन्य दिनों से अधिक समन्वित धूर्त व्यापक होता है जब मैं ऐसा नहीं करता हूं संक्रमण स्वचालित रूप से सुचारू हो जाता है क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप पूरी जानकारी के साथ बहुत अधिक सार्थक तरीके से बोल रहे होते हैं अनचाही सलाह अब हम उस बारे में बात करेंगे जब हम लिंग के बारे में बात करते हैं लेकिन यह एक प्रवृत्ति है जो हमारे पास है और बहुत बार भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में हम मजाक में कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी बीमारी के बारे में बात करते हैं आप पाते हैं कि वहाँ 5 10 30 अलग अलग लोग हमें सलाह देने के लिए आ जाते हैं जैसे की इसे ले लो इस घरेलू उपाय को लें उस तरह की दवा और सभी प्रकार की चीजें लो तो आप देखते हैं कि सलाह देने की प्रवृत्ति बहुत आसान है और यह बहुत बार परेशान कर सकती है और अच्छा संपर्क बनाने के संदर्भ मेंसॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में किसी को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है जब किसी से सलाह देने की उम्मीद की जाती है और शायद समय के अन्य अंकों पर ऐसा करना अच्छा नहीं होता है मेरी कहानी बनाम हमारी कहानी जिस क्षण कोई कुछ बोलता है या कोई किस्सा बताता है मुझे 5 अन्य किस्से याद आ जाते हैं अब मैं इस व्यक्ति को अपने किस्सों के बारे में बताने के लिए अधीर हूं यह आवेग बहुत आम है और बहुत बार हम दूसरे व्यक्ति के साथ अधीर हो जाते हैं हम शायद ही दूसरे व्यक्ति को अपनी कहानी शुरू करने का मौका देते हैं अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं एक दूसरा व्यक्ति उपेक्षित महसूस करता है दूसरा कि अब आप एक और कहानी थोप रहे हैं कि वह आपकी कहानी सुनना चाहता है या नहीं इसलिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या आप वास्तव में उस प्रसंग को साझा कर रहे हैं जो प्रासंगिक है या यदि आपका उपाख्यान वास्तव में संबंधित है और यह वास्तव में संचार प्रक्रिया की सहायता करने वाला है कोई व्यक्ति एक उदाहरण दे रहा है और आप भी कोई उदाहरण दे रहे हैं वह व्यक्ति उससे सहमत हो सकता है लेकिन हो सकता है की अन्य संदर्भ में नहीं और आप देखते हैं कि बहुत बार आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं और जो आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है तो आप दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक रुचि रखते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने बारे में जानकारी देने की वजह से हम कभी कभी अहंकारी हो जाते हम अपने बारे में डींग मारना चाहते हैं हम अपने बारे में दिखावा करना चाहते हैं या हम कम से कम जोर देना चाहते हैं कि हम अब महत्वपूर्ण हैं लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में दूसरे व्यक्ति के बारे में सीखना अधिक महत्वपूर्ण है और यह ऐसी चीज हैजिसकी अक्सर अनदेखी की जाती है अब मैं "मै' के आदत के बारे में बात कर रहा हूं और जब हम ऐसा करते हैं तो बात एक तरफा हो जाती है और बहुत बार दूसरे व्यक्ति के लिए उबाऊ भी हो सकती है इसलिए अच्छी तरह से मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं लेकिन अगर मैं इसे दूसरे व्यक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ने में सक्षम हूं जो प्रासंगिक हो जाता है हम पहले स्लाइड में प्रश्नों पर परीक्षण करते हैं लेकिन हम थोड़ा विस्तार कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो प्रश्नों को निर्दिष्ट करते हैं जो प्रश्नों को स्पष्ट करते हैं जो एक विशिष्ट दिशा के प्रश्नों का नेतृत्व करते हैं जो आपके पहले के अवलोकन और विशेष व्यक्ति के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं अब आप जानते हैं कि आप क्या पूछने जा रहे हैं और क्यों क्योंकि अक्सर व्यापारिक बातचीत में हम एक तरह के आइस ब्रेकर के साथ शुरू करते हैं जो आपको उस व्यक्ति और इस आकलन से पता चलता है कि आप व्यक्ति के बारे में क्या सीख रहे हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारी समान हो सकती है लेकिन आप जानकारी को किस तरह से स्थान दे रहे हैं आप उस जानकारी के बारे में कैसे बात करने जा रहे हैं आप कैसे जानकारी साझा करने जा रहे हैं यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आप उस जानकारी को एक दृष्टांत के साथ साझा कर सकते हैं आप उस जानकारी को एक खुले समाप्त प्रश्न के साथ दे सकते हैं और आप यह दावा कर सकते हैं कि यह जानकारी प्रासंगिक है अब उस व्यक्ति के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसने कहा है या उसने आपकी प्रतिक्रियाएँ उन संदर्भों में उचित रूप से दिखाई होंगी और यह इस संदर्भ में है कि यह संदर्भ बहुत ही परोक्षरूप से बहुत विनम्रता से प्रश्न करता है जो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं और क्या हम पेशेवर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं या क्या हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हैं हमें बोलने और सुनने के लिए व्यक्तिगत संदर्भ में बात कर रहे हैं जो लगभग आप चिकित्सकीय कह सकते हैं लगभग आध्यात्मिक कह सकते हैं लेकिन से यह मामला नहीं है जो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह तथ्य है कि यदि आप वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें उस पर बहुत अच्छा बनाता है और वास्तव में हमारी मदद करता है इसलिए इस तरह हम संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले से सुनने के बारेमे बात कर रहे हैं जब हम सुनने और बोलने के बीच के संबंध के बारे में बात कर रहे थे और यह हमें कैसे प्रभावित करता है लेकिन अन्य संदर्भ भी हैं और औपचारिक समूहों में बोलना उनमें से एक है मैं कुछ वीडियो क्लिप कुछ खास यू ट्यूब वीडियो के साथ मेरे व्यक्तिगत वीडियो के साथ आपको औपचारिक संदर्भों में बोलने के उदाहरण दिखा रहा हूं और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कुछ पहेलियाँ या क्विज़ भी एकीकृत होंगे और जब आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि यह प्रासंगिक है हम अभी जो करने जा रहे हैं वह संदर्भ है औपचारिक संदर्भ जहां हम बोलते हैं हालाँकि इस विशेष पाठ्यक्रम का यह हाईलाइट नहीं है लेकिन फिर भी हम यू ट्यूब वीडियो और कुछ गतिविधियों को जोड़ने का एक छोटा सा काम करेंगे जो विशेष रूप से समूह चर्चा पर रौशनी डालेगा और मैं यहां पर ग्रुप डिस्कशन को छू रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ को अपनी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसके संदर्भ में मेरे पास कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा पहली बात जो मैं बार बार उजागर करता रहा हूं वह यह है की बहुत ध्यान से सुने यह जल्दी से लोगों का आकलन करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आप उद्घाठन को देखें उद्घाठन भौतिक हो सकते है उद्घाटन जहा कोई साँस ले रहा हो जो बैचारिक उद्घाटन या कोई उद्घाठन हो सकता है उद्घाटन जहां एक व्यक्ति कोई अंक बनाया हो जहां आप मान सकते की उस अंक तक पहुँच कर आप कोई अतिरिक्त अंक बना सकते है उद्घाटन जहां एक व्यक्ति आ चूका है लेकिन वह आपको रास्ता नहीं दे रहा है आप को खंडन की गुंजाइश होसक्ति है उद्घाटन जहां आप दोस्त बनाना चाहते है उद्घाटन जहा आप दूसरों द्वारा बनाए गए अंकों का विश्लेषण कर रहे है आप ऐसे उद्घाटन को देख रहे है और जब आपको यह मिलजते है तो आप बात करते है ठहराव का इंतजार करें यह मैंने पहले ही कवर किया है जब मैं शारीरिक उद्घाटन के बारे में बात कर रहा था लेकिन आप देखते हैं कि जब ये चीजें काम नहीं करती हैं तो महत्वपूर्ण तरीके से नॉन वर्बल इशारों का उपयोग करें यह इंगित करने के लिए अपना हाथ उठाएं कि आप बोलना चाहते हैं जब वह काम नहीं करता है याद रखें की आप आवश्यकता पड़ने पर ही हस्तक्षेप करें एक समूह में सभी लोग मौका पाने का इंतेज़्ज़र कर रहे हैं तो इस तरह की स्थिति में आपको इशारों को बनाने के लिए नॉन वर्बल का उपयोग करना होगा जो या दर्शाएगा कि आप या तो सहमत हैं या असहमत हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम तब स्पर्श करेंगे जब हम नॉन वर्बल संचार के बारे में' बात करेंगे और आखिरी अंक जो मैं बताना चाहूंगा वह है क्योंकि ये एक तिनका जितना देगा जो मै सुनने और बोलने के बरेमे साझा करना चाहता हूँ यहा सब जब की रोम मे रहने पर रोमेन्स की तरह पेश आने जैसा है मूल रूप से इसका मतलब है कि आप एक ग्रुप डिस्कशन में हैं जहां लोग एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं यह मछली बाजार की तरह है हर कोई चिल्ला रहा है अब अगर आप वहां पर चुप रहते हैं तो आप हार जाते हैं इसलिए आपको संघर्ष करना होगा आपको लड़ना होगा आप को आक्रामक होना चाहिए आपके पास एक ग्रुप डिस्कशन है जहाँ हर कोई शांत है हर कोई मस्तिष्क से बात कर रहा है तो आप उस विशेष तरीके से व्यवहार करते हैं इसलिए जब आप औपचारिक संदर्भों के बारे में बात कर रहे हैं और इस प्रकार के संदर्भ में बोल रहे हैं तो ये एक प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं ये वास्तविक वार्तालाप हैं ये कम या ज्यादा स्थितियाँ हैं जहाँ आपसे खुद को साबित करने के लिए कहा जा रहा है और इन संदर्भों में आप उन प्रतिमानों को भूल जाते हैं उदाहरणों को उन दिशा निर्देशों को भूल जाते हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं जब तक कि इस बात पर सहानुभूति भावनाओं और भावनाओं के बारे में अन्य लोगों को समझने के बारे में सहानुभूति नहीं है और बहुत अलग तरीके से काम करते हैं इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में अलग से एक विशिष्ट बात करनी चाहिए बातचीत समूह चर्चा और इस तरह की चीजों के संदर्भ में और बाद के एक व्याख्यान में प्रोफेसर गिरी समूहों में बोलने के संदर्भ में अलग अलग सैद्धांतिक आयाम के बारे में बात करेंगे ताकि आपके इनपुट में जुड़ जाए हालाँकि यदि आप कुछ अतिरिक्त सामग्री रखना चाहते हैं तो आप हमेशा उन संसाधनों की जाँच कर सकते हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ अब हम लिंग सुनते और बोलने पर आते हैं अब यहां मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूंगा जिन पर थोड़ा बहुत शोध हुआ है एक भावना यह है कि पुरुष और महिलाएं सामाजिक रूप से अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं ऐसी भावना है कि पुरुष अधिक आक्रामक होते हैं और स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस तरह की चीज को पेश करने का प्रयास करते हैं जो उनका स्टेटस दिखाए जबकि महिलाएं संबंध बनाने का प्रयास करती हैं और यह भ्रामक हो सकता है महिलाओं को अक्सर लगता है कि पुरुष उन्हें सुन नहीं रहे हैं क्योंकि पुरुष एक महिला की समस्या के बारे में सुनते हैं और तुरंत समाधान देने का प्रयास करते है यह एक स्टीरियोटाइप वर्शन भी हो सकता है तो आप पाते हैं कि महिलाएं बहुत बार समाधान नहीं चाहती हैं वे चाहती हैं की आप उस समस्या को हल करने के बजाय उन्हें ध्यान से सुनें इसलिए जब हम एक और दूसरे रिश्ते या संचार को समझने के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ सममित है और जब हम सलाह दे रहे हैं तो यह सममित हो जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है या दूसरे के बारे में श्रेष्ठता की भावना रखता है और फिर से एक और बात जो लोग साझा करते हैं वह गलत है यह कहते हुए महिलाओं को खेद है कि वास्तव में इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कुछ गलत करने के बारे में बुरा लगता है लेकिन वे स्थिति के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह फिर से बहुत बार गलत व्याख्या है इसलिए हम जो करने जा रहे हैं हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है इसलिए हम एक त्वरित सर्वेक्षण करेंगे हमारे पास ऐसे प्रश्नों का एक सेट होगा जो लिंग से संबंधित होगा और यह भी की जिस तरह से आप अन्य लिंग प्रतिक्रिया अनुभव करेंगे इसका एक सप्ताह के भीतर हमारे पास परिणाम होंगे यह एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है यह पता लगाने की कोशिश का बहुत ही अकादमिक तरीका है और मैं भारतीय संदर्भ में क्या हो रहा है यह पता लगाने की कोशिश का बहुत विश्वसनीय तरीका है हम कुछ नए अंक खोज सकते हैं इसलिए जिस क्षण यह बात खत्म होगी हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हम इस विशेष संदर्भ में कहां हैं आवाज और स्वर की चर्चा भी एक बड़ा क्षेत्र है वॉयस ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसे मैं अगले 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के भीतर स्पष्ट नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको लिंक कर सकता हूं उन किताबों के बारे में जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं मैं आपको लिंक कर सकता हूं कुछ YouTube वीडियोस के साथ जो आपको इस बारे में कुछ विचार देंगे हम एक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं मैं आपको कुछ निश्चित ध्वनियाँ या कुछ भाषण पैटर्न दूँगा और हम पता लगा लेंगे कि वास्तव में क्या है तो यह फिर से कुछ ऐसा है जहां हम खुद से सीखेंगे कि आवाज के विभिन्न आयाम अलग अलग अर्थों या विभिन्न सूचनाओं को संप्रेषित करने में कितने कामयाब रहे अब जब हम आवाज के बारे में बात करते हैं तोह हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे सुन केआप यह पता लगा सकते हैं कि मैं एक भारतीय या गैर भारतीय व्यक्ति हूँआप में से कई यह भी पता लगा सकते हैं की मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र से हूँ आप यह मेरे बात करने के तरीके से अथवा मेरी उच्चारण से पता लगा सकते हैं तो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्पीकर के बारे में पहचानने में सक्षम हैं लेकिन अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हम पाएंगे की आप बहुत सी अन्य चीजों के साथ साथ भावनाओं को पहचानने में सक्षम हैं हम कैसे पहचानते हैं कि यह क्रोध भय उदासी खुशी की ध्वनी है यह हम वाणी के माध्यम से पता लगते हैं इसका पता लगाने के लिए एक छोटा सा आचरण करेंगे जैसा कि मैंने आपको वॉइस क्लिप के साथ सर्वेक्षण में बताया था इसलिए यह एक प्रयास है जिसे हम एक साथ करने जा रहे हैं आप और मैं एक साथ और मेरी टीम यहाँ पर हम और हमारी टीम साथ मिलकर काम करेंगे और हम इसका उत्तर एक सप्ताह के भीतर खोजने का प्रयास करेंगे तो कृपया इसे मत भूलना रवैया जब हम बात करते हैं तो हमें आक्रामकता सबमिशन जुनून श्रेष्ठता जैसी चीजों के बारे में कहना पड़ता है यह भी आवाज में दिखाई देती है हम फिर से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है जब हम इसे एक साथ करते हैं तो व्यक्तित्व परिलक्षित होता है तो आप देखते हैं कि हम इन भावनाओं का एक समुच्चय ले रहे हैं और रवैया एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे स्थिर माना जाता है इसलिए यदि हमें इस पैटर्न की कुछ पुनरावृत्ति बार बार दिखाई देती है तो हम इसका श्रेय देते हैं हम एक रूपरेखा विकसित करते हैं जैसे की कोई व्यक्ति बार बार आक्रामक रूप से बोल रहा है उसकी आवाज़ तेज हो सकती है या उसका विशिष्ट शब्दों पर जोर हो या वह जल्दी से अन्य लोगों को नहीं सुन रहा है ऐसे कई तरीके हैं जिससे आवाज संवाद कर सकती है फिर आप पाते हैं कि यह पैटर्न शायद 4 5 बार दोहराया जा रहा है या आप इस पैटर्न को देखते हैं जब आप इस व्यक्ति को 5 दिन10 दिन15 दिन की अवधि में जानते हैं अब आप कहना शुरू करते हैं कि या इस तरह का आदमी है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी इन पर ध्यान दिया है और हम इसे एक साथ काम करने जा रहे हैं तो मुद्दा यह है कि ऐसा करने के बाद क्या हम अपने बोलने के तरीके बदल सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं यह बहुत आसान है यदि आप कम आवाज़ में बोल रहे हैं तो पहली बात यह है कि ज़ोर से बोलें जो कि कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप धीरे धीरे बोल रहे हैं तो आप तेज़ बोल सकते हैं यदि आप तेज़ बोल रहे हैं तो आप धीमी गति से नीचे बोल सकते हैं इसलिए यदि आप इन 3 चीजों को कर सकते हैं तो शायद हम एक महत्वपूर्ण अंतर कर रहे हैं तो अन्य चीजें अधिक जटिल हो सकती हैं लेकिन इन 3 अंकओं पर मैंने ज़ोर देने की कोशिश की है धीरे बोलना या तेज बोलना उस तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है जिसके बारे में कोई समझता है कि आप कैसे बोल रहे हैं हमारे विचार आपके बोलने के तरीके को रोकना या ठहराव की कमी विशिष्ट शब्दों पर जोर को समझते है इसलिए यदि आप 5 या 10 ऐसी चीजों की सूची बनाते हैं तो शायद हम अपने बोलने के तरीके को बदल सकते हैं और हम इसे एक महत्वपूर्ण तरीके से सुधार सकते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और आप पा सकते हैं कि आप वेब पर कई जगह पा सकते हैं जहाँ आपको बहुत सी टिप्स दी जाती हैं लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तथ्य यह है कि अगर आप इसे अपनी आदत बनाते हैं तो अपने बोलने के तरीके को बदलना बहुत आसान है और आप अपने द्वारा बनाई गई बुरी आदत की पहचान कर सकते हैं और आप लगातार बोलने के तरीके को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो हाँ यह संभव है जो कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता था प्रभावी आवाज़ सुखद संतुलित आराम स्पष्ट अभिव्यंजक होती है इसलिए यदि आप अच्छी तरह से सहमत हैं यदि आप सहमत नहीं हैं तो हमें एक टीम के रूप में काम करना होगा और यह पता लगाना होगा कि आपकी आवाज़ के संदर्भ में क्या आपको एक अच्छा संचारक बनाता है इसलिए जैसा कि मैंने आपको क्विज़ के 1 या 2 में बताया था कि हमारे पास इन योजनाओं में से कुछ मुद्दे हैं और हम उन्हें एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ समय के लिए जब आप अपने दिमाग को सेट करते हैं तो आपके पास ये प्रतिक्रियाएं होती हैं जो मेरे द्वारा यहां की गई क्वेरी और हम इसे एक साथ करेंगे हम कैसे यहाँ आवाज़ें महसूस करते हैं यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो पश्चिमी संदर्भ के हैं जैसा कि मैंने आपको ध्वनि डेटा के साथ बताया था जिसमें से कुछ को हमने साझा किया था और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अगले सप्ताह में पता लगा पाएंगे जब मुझे आपसे प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी तो लोगों का कहना है कि जब आप सांस की तकलीफ का अनुकरण कर रहे हैं तो यह एक युवा के साथ और अधिक कलात्मक लग सकता है महिलाओं के साथ यह स्त्रैण और सुंदर लग सकता है अब लेकिन बात यह है कि आप देखते हैं कि आप केवल सांस फूलने की बात नहीं कर रहे हैं सांस की तकलीफ विभिन्न प्रकार की हो सकती है यह कमजोर आवाज के साथ हो सकती है यह ऊंची आवाज वाली आवाज के साथ हो सकती है तो आप देखते हैं कि यह कैसे सांस का उपयोग किया जाता है इसके आधार पर यह एक सकारात्मक अर्थ हो सकता है यह एक नकारात्मक अर्थ हो सकता है अब इन संदर्भों को संयोजित किया जाना है लेकिन फिर भी हमें टेंसनेस स्थूलता जो कि गोलाई है पिच की विविधता को बढ़ाते हैं जो वे करते हैं वे कुछ सामान्य धारणाएं हैं और फिर से हम सर्वेक्षण पूरा करने के बाद पता लगाएंगे कि हम इन धारणाओं के संदर्भ में कहां खड़े हैं जो हम अक्सर बनाते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही आपके साथ साझा किया है हम या तो 1 या 2 सर्वेक्षण करने जा रहे हैं कृपया प्रतीक्षा करें और उन सर्वेक्षणों के दौरान हम आपकी प्रतिक्रियाएँ लेंगे और एक टीम के रूप में हम जब हम बोलने के कौशल और बोलने के कौशल के विभिन्न आयामों के बारे में बात करते हैं तो मैंने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जिन्हें मैंने यहाँ उठाने की कोशिश की है इसलिए दोस्तों हम यहाँ रोकते हैं ये मेरे कुछ संदर्भ हैं और जब हम बातचीत कौशल के बारे में बात करते हैं तो हम इनमें से कुछ अंकों पर विस्तार से बताएंगे और हम कुछ अन्य दिलचस्प चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे